इस विषय को सरलीकृत करने के लिए हम एक विशेष केस M 2 लेते हैं और इसका संपूर्ण विश्लेषण करते हैं और तब हम कहेंगे कि यह किस प्रकार का M 2 को सामान्य से रूप से प्रस्तुत करना है तथा चैनल फिल्टर बैंक में क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है अतः हम यह आधार की ओर वापस चलते हैं तथा हम कहते हैं कि हमें एक 2 चैनल फिल्टर बैंक बनाने दीजिए और सिग्नल को लेबल करने दीजिए ताकि हम इसका विस्तृत विश्लेषण कर सकें केवल दो फिल्टर विश्लेषण है पहले फिल्टर विश्लेषण का आउटपुट x0n है जो 2 के फैक्टर से डाउनसेंपल है जिसे हम v0n चिन्हित करते हैं और दूसरा सब बैंड H 1 है जो कि 2 के फैक्टर से डाउनसेंपल हैयदि वह x1n है और यह v1 n है अब सब बैंड में किसी भी प्रकार के विभाजन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक यह है कि x n में होने वाली सभी जानकारी x0 n और x1 n के संयोजन में मौजूद होनी चाहिए उदाहरण के लिए आपके पास यदि एक सिग्नल x n है जिसकी स्पेक्ट्रल विशेषताएं 0 से π एंड - π यह आपके लिए फिल्टर H0और H1 के समरूप है हम एक तर्क के रूप में यह कह सकते हैं H0और H1 केवल उदाहरण के उद्देश्य के लिए है यह H1 है इसका मतलब यह है कि जब आप सब बैंड सिग्नल x0 और x1 में आते हैं तो इनपुट स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्से गायब हैं कोई तरीका नहीं है जिससे आप उन्हें बाद में पुनः प्राप्त कर सकें इसकी अनुमति नहीं है और दूसरी और हम इस प्रकार का परिदृश्य देखते हैं मेरे पास -π से π तक एक इनपुट स्पेक्ट्रम है H 0 इस प्रकार का फिल्टर है और मैं इसे सममित नहीं पाता H 0 इस प्रकार का एक फिल्टर है इसे विश्लेषण हेतु सरल बनाने दीजिए H 0 निश्चित ट्रांजीशन बैंड लो पास फिल्टर है और H 1 एक बैंड पास फिल्टर है यह ट्रांजीशन बैंड वाला एक हाई पास फिल्टर है और यहां x0 और x1 के बीच सूचनाएं ओवरलैपहो रही है जब आप यह चाहते हैं कि x n का कोई भी अंश गायब नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब है कि दो फिल्टर्स में ओवरलैपिंग हो रही है इसका मतलब हुआ कि दोनों या कम से कम एक फिल्टर प्रभावशाली रूप से जब आप इसे डेसीमेट करेंगे तो इसमें अलियासिंग होगी इस अलियासिंग से बचने का एक तरीका है कि आपके पास π2 से π2 फिल्टर हो और दूसरा π2 से 3π2 के जैसा हो यदि आपके पास इस प्रकार के आदर्श फिल्टर है तथा गैर आदर्श फिल्टर अलियासिंग इनकी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं तो इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है कि यह अलियासिंग पूरे सेटअप में होगी और हमें इससे निपटना होगा दूसरा काम पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का होगा जिसके द्वारा सेंपलिंग की दर जोकि 2 के कारक से अप सेंपलिंग है को पुनः संग्रह करना समुचित फिल्टर लागू करने के लिए हम इसे सिंथेसिस फिल्टर F0 और F1 कहेंगे और यह दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे यहां इस परंपरागत बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संयुक्त करण विश्लेषण के ग्राफ के नीचे की ओर होता है और विभाजन हमेशा सिंथेसिस के शीर्ष पर होता है यह एक परंपरागत मान्यता है कुछ विशेष अथवा अद्वितीय नहीं है और हमें इसे xn कहेंगे तो सामान्य स्थिति में हमें क्या प्रकट करना चाहिए यदि हम एक डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं इन दोनों के बीच मैंने कोई तुलना नहीं की मैंने इन फिल्टर्स के साथ कुछ नहीं किया अतः मुझे अपने मौलिक सिग्नल xn है को पुनः प्राप्त करने तथा x n का पुनर्निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए उसके बाद मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं कि मैं कुछ कम्प्रेशन कर सकता हूं और मैं अन्य चीजें भी कर सकता हूं लेकिन एक बुनियादी स्तर पर यह संरचना बिना इस बात से प्रभावित हुए कि बीच में क्या होता है पुनर्निर्माण में सक्षम होनी चाहिए आधारभूत 2 चैनल्स का फिल्टर बैंक बहुत विस्तार से प्रयोग में लाया जाता है बहुत व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है ऐसा क्यों क्योंकि यदि आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो आप 4 चैनल की समस्या का समाधान भी कर सकते हैं 4 चैनल की समस्या का समाधान आप किस प्रकार करेंगे और H 0 जोकि 2 के फैक्टर से डाउनसेंपल है डाउनसेंपलिंग के बाद फ्रीक्वेंसी क्या हैं यह शून्य से π के बीच होगी जो कि मूलत है π से π है अतः आप अब समान फिल्टर बैंक ले सकते हैं और उन्हें H 0 को दो 2 कि फैक्टर से अप सैंपल कर सकते हैं H 1 डाउनसेंपल दो 2 के फैक्टर से हुआ है और अब H 0 में सीमित फ्रीक्वेंसी कंटेंट होंगे लेकिन इसे एक बार डाउनसेंपल करने पर यह संपूर्ण स्पेक्ट्रम को भर सकने में समर्थ होगा अतः यह H 0 दो 2 के फैक्टर से डाउन सैंपल में उप विभाजित किया जा सकता है यह इन 4 आउटपुट में से प्रत्येक के लिए इनपुट से जाने वाले फिल्टर के आकार को ट्रांसफर फ़ंक्शन को लिखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प अभ्यास है यदि आप एक परफेक्ट फिल्टर की परिकल्पना करते हैं तो आप पाएंगे कि यह एक खूबसूरत स्ट्रक्चर फिल्टर बैंक डीएफटी फिल्टर बैंक है अतः दो 2 कि किसी शक्ति को विभाजित किया जा सकता है क्योंकि आप जानते हैं इन्हें वापस किस प्रकार जोड़ा जाता है अतः आप इन का पुनः संयोजन किस प्रकार करेंगे पहले आप पुनः संयोजन को दो ऊपरी शाखाओं पर लागू करेंगे ताकि आप पहले उन दोनों को उन्हें संयोजित कर सके और फिर आप इन्हें समुचित फिल्टरिंग के द्वारा पुनः संयोजित करेंगे फिर आप सिंगल सिग्नल को वापस पाने के लिए इन 2 को फिर से पुनः संयोजित करेंगे इसे एक ट्री स्ट्रक्चर्ड फिल्टर बैंक कहते हैं इस प्रकार की शाखाएं एक वृक्ष की शाखाओं की तरह बाहर निकली हुई हुई होती है और जब एक बार आप 2 चैनल समस्या को हल कर लेते हैं तो आप इसे बहुत व्यापक संदर्भ में लागू कर सकते हैं आपको इसके लिए हाईर ऑर्डर फिल्टर बैंक को डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वह आपको पूर्व निर्मित प्राप्त होगा अतः यह विश्लेषण के लिए एक उपयोगी उपकरण है हम लेबलिंग को पूरा करें आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं लेकिन इस में कुछ निश्चित नियम और निर्देश है जो आपको प्राप्त होंगे मुझे इसे एक प्रकार से रिफ्रेश करने दीजिए जब आप फिल्टर को लिखेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन यहां से यहां उदाहरण के लिए H H होगा यह प्रथम ट्रांसफर फंक्शन होगा अतः इसमें प्रत्येक फिल्टर इंटरपोलेटेड एफ आई आर नहींहै यहां पर यह आधारभूत संरचना है अतः यह कथन सही है कि इनमें से प्रत्येक जरूरी नहीं कि आई एफ आई आर IFIR हो यहां हम यह दिखाना चाहते हैं कि यह निश्चित प्रारूप है और इनकी निश्चित संरचनाएं हैं जो 2 चैनल से आ रही है अतः दो यह दो आधार चैनल्स आई एफ आई आर IFIR का सहयोग है इन्हें देखने का यह अच्छा तरीका है आप इनमें से एक को इस बिंदु पर y0 n और एक को y1 n कह सकते हैं जिनका आउटपुट xn है समय स्लाइड देखें 0959 अब मैं इनका गणितीय विश्लेषण करना चाहूंगा उक्त आकृति को कृपया संदर्भ के रूप में याद रखें मैं इसे पुनः बनाने नहीं जा रहा हूं मैं इस स्थान का उपयोग अभिव्यक्ति करने में करना चाहता हूं अतः प्रथम यह है कि X 0 X H 0 X 1 X H 1 पुनः में कुछ चीजें यहां पूर्ण रूप में लिखूंगा पर आगे हम इन चरणों को छोड़ देंगे अगला लेवल V 0 है जो इस X 0 को दो के फ़ैक्टर से डाउनसेंपलिंग किया हुआ है अतः यह इस प्रकार होगा VO ½ X0Z 12 X0Z 12 W W e j2πM M 2 So W e jπ 1 V0 ½ XZ 12H0 Z 12 X Z 12H0 Z 12 V0 ½ XZ 12H0 Z 12 X Z 12H0 Z 12 X F0Y 0 F1Y1 X F0V 0 F1V1 सबस्टीटूयट V0 AND V1 X ½ F0XH0 XHO F1XH1 XH1 अब इनपुट सिगनल x है अतः इनपुट स्पेक्ट्रम X है आप कब कहेंगे कि अलियासिंग उपस्थित है जब इनपुट सिग्नल के कुछ शिफ्टेड वर्जन भी आपकी एक्सप्रेशन में मौजूद हैं आपके इनपुट सिगनल के शिफ्टेड वर्जन कहां है X − z इसलिए अलियासिंग मौजूद है और इसलिए हमें अपने विश्लेषण में सावधान रहना होगा अतः X मैं इसे निम्न प्रारूप में लिखने जा रहा हूं X ½ F0H0F1H1X12 F0H0F1H1 X यह X − z से गुणित है यह बात पूर्ण तह स्पष्ट है सिग्नल अंश कहां है और अलियासिंग कहां है अब यदि मैं अलियासिंग को हटाना चाहता हूं तो मूलतः यह कहा जा सकता है कि यह शिफ्टेड सिग्नल का ट्रांसफर फंक्शन है जो आउटपुट की तरफ है यदि मैं किसी प्रकार इसको 0 के समान कर कर दू तो वह स्थिति पाऊंगा जो अलियासिंग मुक्त होगी मेरे दो 2 चैनल फिल्टर बैंक अलियासिंग मुक्त होंगे क्योंकि आउटपुट में X का कोई कंपोनेंट या योगदान नहीं है यदि मैं अलियासिंग रद्द करने में सफलता अर्जित कर लेता हूं तो हम इसे मल्टीरेट सिग्नल डीएसपी ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे हालांकि इसमें टाइम वेयरिंग एलिमेंट होगा पर यदि इनपुट और आउटपुट सैंपल दर समान है तो यह अलियासिंग मुक्त कहलाएगा मैं इससे इनपुट आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन के रूप में लिख सकता हूं जोकि यकीनन T के रूप में दर्शाया गया है जो कि एलटीआई के समान होगा यह बहुत शक्तिशाली परिणाम है क्योंकि यदि आप अलियासिंग हटा देते हैं तो यह एलटीआई प्रणाली हो जाएगी हम यह भी दर्शाएगे कि यदि आप अलियासिंग रद्द नहीं करते तो यह टाइम वेयरिंग प्रणाली होगी इसका विश्लेषण स्वयं की समझ और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए मुझे एक और समीकरण लिखने दीजिए मैं जानता हूं कि हम समय से लगभग बाहर हो गए हैं अतः दो बार X जोकि ½ फैक्टर है मैं इसे दाएं हाथ की तरफ ले लेता हूँ और मेट्रिक्स में लिखता हूं जो हमेशा F0 F1 में सहायता करते हैं यह एक सिंथेसिस फिल्टर है यह उनमें से एक है जो संयुक्त गुणा और जोड़ करते हैं वे कंपोनेंट्स कहां है जो संयोजित होने जा रहे हैं यह नियमित और अलियासएड वर्जन में फिल्टर और सिग्नल दोनों है आप सिंथेसिस फिल्टर का संयोग लेते हैं और फिल्टर का विश्लेषण करते हैं साथ ही मूल स्पेक्ट्रम X और अलियास स्पेक्ट्रम X का भी इससे हमें एक टर्म प्राप्त होती है जिसे अलियास कंपोनेंट मैट्रिक्स Alias component matrix कहते हैं हम ऐसी मैट्रिक्स के विषय में बात करेंगे इसका आशय यह है कि यह एक अलियासिंग कंपोनेंट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है क्योंकि अंततः आप इस बात से आश्वस्त होने चाहिए कि आप जो फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं वह अलियासिंग मुक्त है अन्य शब्दों में आप यह चाहते हैं F0 F1 उत्पात पहले कॉलम में संरक्षित रहे और दूसरे कॉलम में 0 हो यह भी पुनः महत्वपूर्ण है कि आप उक्त स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं और एक अच्छा फिल्टर किस प्रकार डिज़ाइन करेंगे और याद रहे जैसा कि मैंने कहा है कि विश्लेषण में इनपुट स्पेक्ट्रम का कोई हिस्सा निकाला नहीं जाता निकाला नहीं जाना चाहिए आप किस प्रकार कि आश्वस्त होंगे कि संपूर्ण इनपुट सिगनल दिखाया जा रहा है तथा अलियासिंग को हटा दिया गया है यह बहुत रोचक समस्या है पहले हम इसे गणितीय विधि से करेंगे अतः कुछ विधि से कीजिए जो कि आप जानते हैं मैं जानता हूं कि गणितीय रूप में इसे किस प्रकार हल किया जाए लेकिन जब इसे एक वास्तविक फिल्टर के रूप में बनाया जाएगा तो हमें किन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विशेष ध्यान देना होगा आप एक अंतर्दृष्टि से सिद्धांत तक नहीं जा सकते लेकिन एक सिद्धांत से अंतर्दृष्टि तक जा सकते हैं और फिर हम सिद्धांत पर वापस आ सकते हैं और फिर अपने विचार विमर्श को पूरा करते हैं लेकिन वह अगली कक्षा में होगा धन्यवाद